पहले हम देखते हैं कि एक सफल प्रोजेक्ट क्या है अगर हम एग्रीड फंक्शनलिटी के साथ उचित समय में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं तो उसके लिए हम एन्ड यूजर के साथ चर्चा कर सकते है और फिर उसके बाद सहमत लागत एग्रीड कॉस्ट और म्यूच्यूअल कॉस्ट पर चर्चा कर सकते है जो की यूजर के साथ और उसकी आवश्यक गुणवत्ता के साथ तय की जाती है अगर वही क्वालिटी जो यूजर चाहता हमने प्रदान की है तब यूजर संतुष्ट होगा फिर हम कह सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक सफल प्रोजेक्ट है इसके लिए हमें दो स्टेप्स की आवश्यकता होती है वह यह है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करने होंगे फिर हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन यह संभव नहीं है क्योकि कुछ लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं हैं तब वह क्या करे फिर वास्तव में उचित प्लानिंग की कमी और उचित एस्टिमेशन के अभाव में वे प्रोजेक्ट सामान्य रूप से विफल हो जाते हैं इसलिए उसकी उचित प्लानिंग और अस्सेस्मेंट करनी होगी ताकि प्रोजेक्ट को सफलता मिल सके इसलिए थोड़ा देखें जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट की एक्टिविटी के बारे में ठीक से प्लानिंग करनी होगी और प्रोसेस प्रोजेक्ट की सफलता प्राप्त करने के लिए उचित एस्टिमेशन लगाना होगा अब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की शुरूआत के बारे में थोड़ा देखते है हम पहले ही देख चुके हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी feasibility study को पूरा करना होगा तब यदि प्रोजेक्ट फैसिबले पाया जाता है और उसका प्रस्ताव भी हर मामले में फैसिबले पाया जाता है जैसे तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से उसका परिचालन संभव है फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इसे आगे के कदमों के लिए उठाएंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटी डिफरेंट हैं और उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग का नियत्रण इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटी को इन दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बार जब कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए संभव हो जाता है तो उसे प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है इसलिए उसे डेवलपमेंट शुरू करने से पहले एक प्रारंभिक प्लानिंग बनानी होगी और फिर यह प्लानिंग बहुत बार अपडेट की जाती है आप यह कह सकते हैं कि पहले प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टडी किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लानिंग डेवेलोप करनी होती है यहाँ उसे यह देखना है कि वह यह कैसे करता है कैसे इस प्रोजेक्ट प्लानिंग को कर सकते हैं कैसे वे इसका पालन कर सकते हैं इसलिए उन्हें एक प्लानिंग बनानी होगी और अंत में प्रोजेक्ट एक्सेक्यूशन स्टेप्स के माधयम से यहां उन्होंने वास्तव में जो भी प्लानिंग बनाई है उसे एक्सेक्युट करके प्रोजेक्ट एक्सेक्यूशन करना होगा अब हम संक्षेप में देखते हैं कि विभिन्न प्रोजेक्ट प्लानिंग कि एक्टिविटी क्या हैं 1 एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन स्टेप्स के दौरान क्या एस्टिमेशन लगाने की आवश्यकता है एफ्फोर्ट्स कॉस्ट रिसोर्स और प्लानिंग की दुरेशन फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट डेवेलोप करने का उचित समय निर्धारित करना होगा उसे उचित शेड्यूल बनाना होगा उसे कुछ शेड्यूलिंग मेथोडोलोजिज़ का पालन करना होगा फिर स्टाफ आर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी जिसकी प्लानिंग करना होगी फिर जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्रोजेक्ट में कुछ रिस्क होते हैं रिस्क को संभालने के लिए कुछ अलग या कुछ विशिष्ट मेथोडोलोजिज़ का पालन करना पड़ता है जैसे रिस्क की पहचान करना रिस्क का एनालिसिस करना और रिस्क को कम करना फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर को कुछ डिफरेंट प्लानिंग करना पड़ सकता है वह है गुणवत्ता आश्वासन प्लानिंग क्वालिटी असुरनके प्लान etc तो आइए हम विस्तार से देखें कि यह प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी क्या है उनका पालन कैसे किया जाएगा पहले मैनेजर को निर्धारित प्रोजेक्ट उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स की पहचान करनी होगी फिर उन्हें एक ऐसे कार्य की पहचान करनी होगी जो प्रत्येक स्टेप्स में किए जाने की आवश्यकता है जिसे वह इसके लिए उपयोग कर सकता है जैसे काम टूटने की संरचना etc फिर उसे यह एस्टिमेशन लगाना होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए उसे कितनी आवश्यकता है यह भी एस्टिमेशन लगाना होगा कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए कितने रिसोर्स की आवश्यकता है और यदि ऊपर दिए 3 और 4 को दिए गए आइटम नंबर 3 और 4 के रूप में जाना जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी गणना करनी होगी की प्रत्येक कार्य या स्टेप्स में कितना समय लगेगा इसका मतलब है उसे प्रोजेक्ट की अवधि की गणना करनी होगी इसी तरह उन्हें टास्क स्टेप और प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी एस्टिमेशन लगाना होगा कि प्रत्येक टास्क को डेवलप करने के लिए या अलग अलग स्टेप के लिए या पूरे प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्च आएगा यदि उस कार्य के बीच में या अंत में एक दूसरे पर कोई निर्भरता हो तो उसको भी निर्धारित करना होगा उसे प्रत्येक कार्य और पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक शेड्यूल तैयार करना होगा तो यहाँ वह मील के पत्थर का उपयोग कर सकते हैं जैसे लागत और भुगतान अब आइए देखें कि आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए अत्यधिक सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि अवास्तविक समय और रिसोर्स के एस्टिमेशन के प्रति जो कमिटमेंट होती है उसका अनुसरण करना होता है यदि प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ अवास्तविक समय का विचार किया हैं जो वह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता है और कुछ रिसोर्स का एस्टिमेशन जो कि संभव नहीं है तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं निम्नलिखित समस्याएं क्या हो सकती हैं यह अनावश्यक रूप से प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी कर सकता है ताकि ग्राहक चिढ़ जाए और ग्राहक असंतुष्ट हो जाए इससे खराब गुणवत्ता वाले काम के कारण टीम के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह गलत एस्टिमेशन आदि के कारण हो सकता है इसलिए प्रोजेक्ट को विफलता मिल सकती है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिएस्लाइडिंग विंडो प्लानिंग एक विशेष प्रकार की प्लानिंग planning है जिसमें कई स्टेप्स में प्रोजेक्ट प्लानिंग शामिल है इसलिए यह एक स्टेप्स में प्लानिंग नहीं बनाता है बल्कि एक ही स्टेप्स में यह कई स्टेप्स में प्रोजेक्ट की प्लानिंग तैयार करता है यहां आमतौर पर यह मैनेजर को बड़ी कमिटमेंट करने से बचाता है क्योंकि आम तौर पर मैनेजर को क्या करना है ये बहुत ही प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं वे एक कमिटमेंट बनाये जो की डेवेलोप करना होगा या सोचे की इस तरीके से हम प्लानिंग प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे जिसे वे वास्तव में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यही कारण है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या स्लाइडिंग विंडो में मैनेजर की प्लानिंग बनाते हुए उन्हें बड़ी कमिटमेंट को बहुत जल्दी करने से रोका जाएगा तो यह सिद्धांत एक जावा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की तरह है जो आपने नेटवर्किंग हाँ नेटवर्किंग में अध्ययन किया है तो फिर प्लानिंग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के रूप में अधिक जानकारी उपलब्ध हो जाती है प्रारंभ में केवल कम जानकारी उपलब्ध है प्रोग्रेस क्या है तो इसकी जानकारी बाद में प्राप्त होती है तो यह अपडेटेड जानकारी जो बाद में प्राप्त होती है वे सटीक प्लानिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगी तो यही कारण है कि एक विंडो या एक स्टेप्स बनाने के बजाय मैनेजर को कई स्टेप्स में प्लानिंग बनाना चाहिए या वो इस स्टेप्स में विंडो के कुछ अवधारणा का उपयोग करके उसे कई स्टेप्स में उपयोग कर सकता हूं तो अंत में जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लासिकल वॉटर फॉल मॉडल के प्रत्येक स्टेप्स में कुछ आउटपुट होना चाहिए तो इसी तरह इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर का प्रोडक्ट क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आउटपुट यह SPMP डॉक्यूमेंट है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है इसलिए प्लानिंग के पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर को उन प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना होगाजिसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है संगठन क्या होगा संगठन की कंटेंट क्या होगी निम्नलिखित कंटेंट SPMP डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट प्लानिंग की शुरूआत जहां उद्देश्यों और प्रमुख कार्यों वगैरह का वर्णन किया जाना चाहिए फिर विभिन्न प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन को ऐतिहासिक डेटा की तरह उल्लेख करना है एस्टिमेशन तकनीकों का उपयोग लागत प्रयास और प्रोजेक्ट प्लानिंग अवधि वगैरह के लिए किया गया है इसे प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन सेक्शन में रखा जाना चाहिए फिर प्रोजेक्ट रिसोर्स प्लान में यह शामिल होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग के वे कौन से रिसोर्स हैं जिनकी आवश्यकता हार्डवेयर लोगों सॉफ्टवेयर और किसी विशेष रिसोर्स को हो सकती है यदि इस कंटेंट में कोई भी अनुसूची निम्नलिखित है तो आपको किस आइटम की तरह होना चाहिए जैसे कि कार्य संरचना को तोडना कार्य नेटवर्क Gantt चार्ट और PERT चार्ट etc फिर एक और क्या कंटेंट रिस्क मैनेजर प्लानिंग हो सकते है आप इसके लिए रिस्क को कैसे संभालेंगे इसके लिए आपको किस तरह के रिस्क उठाने होंगे आपने कौन सा रिस्क एनालिसिस किया है रिस्क की पहचान कैसे करें रिस्क के प्रभाव का क्या एस्टिमेशन लगाया जाए रिस्क को कैसे छोड़ें या कम करें इसलिए रिस्क मैनेजर प्लानिंग में उन चीजों को समझाया जाना चाहिए इसी तरह प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और नियंत्रण प्लानिंग आप प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप इस प्लानिंग के बारे में किस तरह से प्लानिंग को नियंत्रित और इसकी किस तरह निगरानी कर रहे हैं उस पर यहां चर्चा करेंगे और अंत में एक डिफरेंट अनुभाग SPMP डॉक्यूमेंट में होना चाहिए जिसमें प्रोसेस सिलाई गुणवत्ता आश्वासन पहलू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पहलू शामिल होंगे जिनका वर्णन SPMP डॉक्यूमेंट में किया जाएगा डिफरेंट प्लानिंग के शीर्षक के तहत तो अब हम देखते हैं कि मूलभूत एस्टिमेशन प्रश्न क्या हैं उस सॉफ्टवेयर का आकार क्या होना चाहिए जिसे हम डेवेलोप करने जा रहे हैं इसलिए हमें आकार का एस्टिमेशन लगाना होगा फिर किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है तो हमें यहां एस्टिमेशन लगाने का प्रयास करना होगा कि कैलेंडर का समय कितना है किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितनी अवधि की आवश्यकता होती है इसका एस्टिमेशन लगाया जाना चाहिए और अंत में एक्टिविटी पर कुल लागत क्या होगी और किसी प्लानिंग की कुल लागत क्या होगी यह भी एस्टिमेशन लगाया जाना चाहिए ये मूलभूत एस्टिमेशन प्रश्न हैं अब देखते हैं कि हमें किन एस्टिमेशन का अनुक्रम देखना है प्रथम हमें प्रोडक्ट का आकार निर्धारित करना होगा और यदि आकार ज्ञात हो तो आकार के एस्टिमेशन से हम आवश्यक प्रयास निर्धारित कर सकते हैं और अनुमानित प्रयास से और प्रयास एस्टिमेशन से हम प्लानिंग की अवधि और लागत निर्धारित कर सकते हैं तो इस क्रम को निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया जा सकता है आप देख सकते हैं कि पहले हमें आकार का एस्टिमेशन लगाना होगा आकार से हम प्रयास और अवधि का एस्टिमेशन लगा सकते हैं और प्रयास से हम लागत का एस्टिमेशन लगा सकते हैं और अनुमानित अवधि पर किए गए प्रयास से हम किसी व्यक्ति या प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर के कर्मचारियों का एस्टिमेशन लगा सकते हैं और फिर अवधि के एस्टिमेशन और कर्मचारियों के एस्टिमेशन से तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक शेड्यूल तैयार कर सकता है तो अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लागत घटक क्या हैं इसलिए हम देखेंगे कि ये अनुसरण सॉफ्टवेयर लागत घटक हैं सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत है सॉफ़्टवेयरको डेवेलोप करने के लिए लागत की आवश्यकता होती है और यह किस हार्डवेयर पर चलेगा सॉफ़्टवेयर को डेवेलोप करने के लिए किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाएगा तो यह लागत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लागत है फिर यात्रा और प्रशिक्षण लागत इसका मतलब है कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक लागत और इससे जुड़ी यात्रा भी वे महत्वपूर्ण कॉम्पोनेन्ट हैं फिर एक और कॉम्पोनेन्ट प्रयास लागत जो बहुत महत्वपूर्ण है और अंत में हमें यह जानना होगा कि ओवरहेड क्या है जो इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए इस सभी लागत हार्डवेयरों में से अधिकांश प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रमुख कारक खर्च होता है और यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग में शामिल इंजीनियरों का वेतन होता है इसलिए यही कारण है कि यह सबसे प्रमुख कारक हो सकता है इसमें कुल लागत का बहुत प्रतिशत शामिल होगा फिर ओवरहेड्स इसलिए ओवरहेड्स यह हो सकता है कि यह किसी एकल प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए नहीं है लेकिन शायद विभिन्न प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए भी है यहां हमें भवन हीटिंग प्रकाश व्यवस्था आदि की लागत को ध्यान में रखना होगा लाइब्रेरी स्टाफ रेस्तरां वगैरह की तरह नेटवर्किंग और संचार की लागत साझा सुविधाओं की लागत भी तो ये क्या ओवरहेड्स के रूप में इलाज किया जा सकता है तो एक प्रोजेक्ट प्लानिंग को डेवेलोप करने के लिए सॉफ़्टवेयर लागत घटक अलग हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयास लागत घटक है तो प्रयास को कैसे मापें तो उपाय का प्रयास करने के लिए प्रयास में एक शब्दावली को मापने के लिए बहुत संबंधित टेक्नोलॉजी जो जरुरी है वह है पर्सन मंथ तो मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट प्लानिंग को डेवेलोप करने के लिए 300 व्यक्ति महीने लगने का एस्टिमेशन है अब हमें इससे क्या मतलब तो क्या केवल 3 दिनों के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है उसी तरह 1 दिन के लिए 30 व्यक्ति काम कर रहे हैं नहीं निश्चित रूप से नहीं तो क्यों तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह देखते हैं कि एक महीने में कितने घंटे का समय होता है इसलिए यदि हम कहेंगे कि डिफ़ॉल्ट मान प्रति माह 152 घंटे है इसका मतलब है कि 19 दिनों में कुछ काम करना होगा या किसी व्यक्ति को 19 दिन 8 घंटे प्रति दिन काम करना होगा तो व्यक्ति महीने और व्यक्ति दिन या व्यक्ति वर्ष नहीं इसलिए आधुनिक प्रोजेक्ट प्लानिंग आम तौर पर पूरी होने में कुछ महीने लगते हैं कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है लेकिन आधुनिक प्रोजेक्ट प्लानिंग वे हैं जिन्हे पूरा होने में कुछ महीने लगते हैं तो इसीलिए व्यक्ति वर्ष इन प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त है तो इसी तरह व्यक्ति के दिन बहुत छोटे होंगे इसलिए व्यक्ति के दिन मॉनिटरिंग और एस्टिमेशन को बहुत कठिन बना देंगे यह बड़ा और थकाऊ होगा इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि यह कौन सा महीना है तो यह एक उपयुक्त उपाय होगा यह प्रयास को मापने के लिए एक उपयुक्त मीट्रिक है तो अब हम इस लागत और मूल्य निर्धारण को देखते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर सिस्टम के निर्माण की लागत का पता लगाने के लिए एस्टिमेशन लगाए जाते हैं हमें यह पता लगाने के लिए एस्टिमेशन तैयार करना होगा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने की लागत क्या होगी हालाँकि आप देखेंगे कि विकास लागत और मूल्य के बीच कोई ऐसा सरल संबंध नहीं है जो ग्राहक से लिया जाएगा तोआप ये जानते हैं कि प्रोडक्ट या ओर्गनइजेशनल वे कौन से विचार या आर्थिक राजनीतिक और व्यावसायिक विचार हैं जिसे ये प्रभावित करते हैं जो ग्राहक से वसूला जाएगा तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग की विकास लागत और मूल्य के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है और प्रोजेक्ट प्लानिंग को प्राप्त करने के लिए ग्राहक से शुल्क लेना होगा तो लागत एस्टिमेशन प्रोसेस से मिलकर इसे इस तरह दर्शाया जा सकता है यह दो इनपुट लेता है आवश्यकताएं और अन्य लागत ड्राइवर क्या हैं और इस एस्टिमेशन प्रोसेस के बाद हम प्रयास प्राप्त कर सकते हैं प्रयास विकास समय कर्मियों की संख्या की आवश्यकता और प्रोजेक्ट प्लानिंग की लागत के लिए एस्टिमेशन प्राप्त कर सकते हैं ये कुछ ऐसे कारक हैं जो सॉफ्टवेयर मूल्य निर्धारण प्रभावित कर रहे हैं जैसे कि मार्किट ओप्पोर्तुनिटी आप यह कह सकते हैं कि ये लागत अनिश्चितता का एस्टिमेशन लगाती है संविदात्मक शर्तें आवश्यकताओं की अस्थिरता और वित्तीय स्वास्थ्य ये कुछ कारक हैं जो सॉफ़्टवेयर मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं ऐसा है ज्ञान के कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जैसे जब तक किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की स्पष्ट परिभाषा नहीं होती है तब तक यह महत्वपूर्ण मील के पत्थर समय और धन का realistic एस्टिमेशन है फिर क्या होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर यह नहीं बता सकता है कि क्या यह बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर यह नहीं बता सकता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग नियंत्रण में है या नियंत्रण से परे है तो अगला है कि एस्टिमेशन कब आवश्यक हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के विभिन्न स्टेप्स के दौरान विभिन्न एस्टिमेशन की आवश्यकता होती है जैसे स्टेप्स की शुरुआत में आप चाहते हैं कि समय की लागत का एस्टिमेशन लगाया जाए और लाभों का एस्टिमेशन लगाया जाए इसी प्रकार प्रोजेक्ट प्लानिंग के समय और प्रोजेक्ट प्लानिंग के बजट में लागत और लाभ के एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट प्लानिंग के समय की लागत के एस्टिमेशन में इन एस्टिमेशन की आवश्यकता होती है इसी तरह प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेप्स की शुरुआत के दौरान हमें उस समय और लागत के एस्टिमेशन की आवश्यकता होती है जो इस स्टेप्स के लिए रेकॉन्फीर्म किये गए है ये कुछ समस्याएं हैं जिनका वास्तव में आपको एस्टिमेशन करना है प्रोजेक्ट प्लानिंग का यह एस्टिमेशन अत्यधिक सब्जेक्टिव नेचर का है इसलिए सब्जेक्टिव नेचरएस्टिमेशन के दौरान बाधाओं को डालती है क्योंकि यह अत्यधिक सब्जेक्टिव होने के साथ साथ राजनीतिक दबाव भी है जो एस्टिमेशन लगाने के दौरान समस्याएं भी पैदा करता है और आप जानते हैं कि वर्तमान तकनीक तेजी से बदल रही है इसलिए तकनीक के बदलने से प्रोजेक्ट प्लानिंग के एस्टिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर के लिए भी बाधा उत्पन्न होती है और अंत में आप जानते हैं कि आजकल प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे होते हैं कौन से क्लाइंट प्रोजेक्ट दे रहे है जो की नेचर में काफी हद तक अलग हैं इसलिए एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का अनुभव दूसरे प्रोजेक्ट पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि उनका नेचरअलग है विभिन्न कारकों विभिन्न पैरामीटर के एस्टिमेशन में कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो अब आइए एस्टिमेशन से जुड़ी दो अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को देखते हैं एक एस्टिमेशन के तहत खत्म हो गयी है और दूसरी एस्टिमेशन के तहत है इसलिए अधिक से अधिक एस्टिमेशन के तहत वे दो कानूनों द्वारा निर्देशित हैं एक पार्किंसन कानून है Parkinson law जिसमें कहा गया है कि उपलब्ध समय को भरने के लिए काम फैलता है इसका मतलब है यदि आपका काम 20 दिनों का है तो आपको 30 दिनों का समय दिया गया है समय को भरने के लिए लोगो को दिए काम को एक्सपैंड किया जायेगा लोग काम नहीं करेंगे वे जानबूझकर काम नहीं करेंगे वे कोशिश करेंगे कि कुछ समय अभी भी बचा है हम केवल इतना करेंगे बस दो दिन बाकी हैं हम उन दिनों में जयादा काम करेंगे इसलिए यदि हम एस्टिमेशन का समय ज्यादा लगाते है तो इस उपलब्ध समय को भरने के लिए काम को एक्सपैंड करना होगा अगर यह एस्टिमेशन हम कम लगाते है तो कोई ओवरस्पेंड नहीं होगा परन्तु इसका नुकसान यह है ये सिस्टम आमतौर पर अधूरा होगा और यह घटिया होगा इसलिए कम और ज्यादा एस्टिमेशन समस्या का एक और कानून है वेनबर्ग की ज़ेरोथ विश्वसनीयता का कानून यह कहता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जिसे विश्वसनीयता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है वह किसी अन्य आवश्यकता को पूरा कर सकता है जो वांछनीय नहीं है अंडर एस्टिमेशन का प्रभाव यह होगा है कि उच्च लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा और मनोबल को कम कर दिया जायेगा इसलिए अंडर एस्टिमेशन के तहत ही प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि डेवलपर्स अत्यधिक दबाव और कम समय सीमा के साथ घटिया काम करेंगे इसलिए चूंकि दबाव होगा क्योंकि समय कम है वे गुणवत्ता के साथ समझौता करेंगे और वे कुछ हद तक ही क्वालिटी का काम करेंगे इसलिए इस तरह की प्रोजेक्ट प्लानिंग को छोड़ दिया जा सकता है तो अब देखते हैं कि सफल एस्टिमेशन के लिए आधार क्या हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें जो आवश्यक हैं एक पिछली प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में जानकारी दूसरा यह है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें शामिल काम की मात्रा को कैसे मापना है प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग में शामिल काम की मात्रा को मापने में सक्षम होना चाहिए तो यह सफल एस्टिमेशन के लिए आधार तैयार करेगा इसलिए इसमें शामिल काम की मात्रा को मापने के लिए हम पारंपरिक आकार के उपायों जैसे LOC कोड की लाइनें का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हम LOC की कुछ विशेष समस्याओं के बारे में जानते हैं जिनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे हम एस्टिमेशन को रिफियन करते है एस्टिमेशन को कैसे रिफियन किया जाए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह एस्टिमेशन एक स्टेप्स में नहीं किया जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग को पहले प्रारंभिक एस्टिमेशन करना है फिर धीरे धीरे इसे अपडेट करना होगा इसे रिफियन करना होगा तो अब देखते हैं कि एस्टिमेशन को रिफियन करने के लिए या एस्टिमेशन को अपडेट करने के लिए एस्टिमेशन को एडजस्ट करने का क्या कारण है क्योंकि बातचीत की लागत एस्टिमेशन में छिपी हुई है उनके द्वारा छिपाए गए इंटरैक्शन कॉस्ट क्या हैं वे बाहर नहीं आ रहे हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें पता न चले जिसका कुछ असर भी हो और सामान्य शर्तें लागू नहीं हो सकती हैं इसलिए विभिन्न प्रोजेक्ट प्लानिंग में बदलाव पर चीजें गलत हो सकती हैं उन सभी चीजों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के दायरे और प्लानिंग में कुछ बदलाव हो सकते हैं इसलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर को एस्टिमेशन को एडजस्ट करने के लिए रिफियन करना चाहिए तो एस्टिमेशन को एडजस्ट करने का मतलब है एडजस्ट किए गए कुछ एक्टिविटी के समय और लागत का एस्टिमेशन उन्हें रिफियन किया जाता है क्योंकि रिस्क और स्थिति बाद के स्टेप्स में अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती हैं इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग को कुछ विशिष्ट एक्टिविटी के समय और लागत एस्टिमेशन को एडजस्ट या रिफियन करना चाहिए अंत में हम देख सकते हैं कि हमने पहले उन विभिन्न एक्टिविटी पर चर्चा की है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान की गई हैं इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान किए गए कुछ डिफरेंट प्लानिंग के बारे में एस्टिमेशन और समयबद्धन कर्मचारी संगठन को देखा है हमने यह भी देखा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का परिणाम एक डॉक्यूमेंट है जिसे SPMP या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है इसलिए यहां जिन सामग्रियों की हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि परिचय विभिन्न एस्टिमेशन और शेड्यूलिंग और डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर भी चर्चा की है जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के एस्टिमेशन का आधार क्या है आप कैसे करते हैं क्यों प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन सही नहीं बनती हैं और हमने एक स्लाइडिंग विंडो एस्टिमेशन भी देखा है क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर को एक स्टेप्स में एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें कई स्टेप्स में प्रदर्शन करना चाहिए ताकि कुछ और सटीक जानकारी लेटरल स्टेप्स में प्राप्त हो सकें जिन्हें प्रोजेक्ट प्लानिंग एस्टिमेशन के दौरान या विभिन्न एस्टिमेशन की गणना के दौरान ध्यान में रखा जा सकता है तो यही कारण है कि आपको इस स्लाइडिंग विंडो एस्टिमेशन का उपयोग करना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह पहले प्लानिंग के बजाय एकल पृष्ठ में नहीं किया जाना चाहिए फिर धीरे धीरे जैसे कि कुछ और अद्यतन जानकारी आती है तो आप या प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजर इस विभिन्न एस्टिमेशन को अद्यतन या समायोजित कर सकते हैं जो और अधिक सटीक एस्टिमेशन देंगे इसलिए इन चीजों को हमने अभी देखा है और अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे विभिन्न एस्टिमेशन की श्रेणियां क्या हैं एस्टिमेशन तकनीकों के लिए वर्गीकरण क्या हैं इस बारे में हम आकार के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रारंभिक माप में से एक आकार है यदि आप आकारों का ठीक से एस्टिमेशन लगा सकते हैं तो आप अन्य पैरामीटर जैसे प्रभाव अवधि प्रयास अवधि और लागत का एस्टिमेशन लगा सकते हैं तो यह भी हम इस आकार के एस्टिमेशन की तरह अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद